तो इसी तरह कोई ऊर्जा संतुलन और द्रव्यमान संतुलन के लिए भी कर सकता है तो आप ऊर्जा संतुलन के लिए क्या देखेंगे अब आप ऊर्जा संतुलन को संशोधित या नए चर के रूप में लिख सकते हैं Tstar को सामान्य रूप से परिभाषित करते हुए T माइनस Ts द्वारा Tinfinity माइनस Ts तो इस आयाम कम तापमान को परिभाषित किया और मैं पा सकता हूं कि गति संतुलन कम हो जाएगा क्षमा करें ऊर्जा संतुलन घट जाएगा d वर्ग Tstar बटा deta वर्ग प्लस प्रांड्टल संख्या 2 गुणा f गुणा dTstar बटा deta 0 के बराबर है और Tstar at eta 0 है 0 है और Tstar as eta अनंत में जा रहा है जो बराबर है से 1 तो यह कार्यात्मक रूप है और एक बार फिर आप डेटा के आधार पर Tstar dTstar का पता लगा सकते हैं इसलिए यदि आप इन दो मात्राओं को जानते हैं तो हमें ऊष्मा परिवहन गुणांक ज्ञात करने में सक्षम होना चाहिए तो यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह एक बार फिर से ऊष्मा परिवहन गुणांक ज्ञात करना है तो जो पाया गया वह यह है कि dTstar by deta at eta 0 के बराबर है इसलिए इस पैमाने में 0332 गुणा प्रांड्टल संख्या है जो 1 बटा 3 के घात में है तो ध्यान दें कि हम कभी नहीं जानते थे कि यह घातांक n क्या माना जाता है तो वास्तविक समीकरणों को हल करके जो पाया गया है वह यह है कि सीमा के पैमाने पर ढाल प्रांटल संख्या के रूप में 1 बटा 3 की शक्ति के लिए है रेनॉल्ड्स संख्या के लिए स्केलिंग ईटा से आती है और प्रांटल संख्या के लिए स्केलिंग वास्तव में ग्रेडिएंट से आती है तो अब तक मैंने यह मानने के लिए कहा कि कार्यात्मक रूप क्या है लेकिन वास्तव में कार्यात्मक रूप के लिए सही प्रमाण यह है कि ग्रेडिएंट जो भी घातांक की शक्ति के लिए प्रांड्टल संख्या के रूप में होता है और वह घातांक 1 बटा 3 होता है वैसे यह तभी होता है जब प्रांड्टल संख्या 06 से अधिक हो तो 06 से कम आपके पास एक अलग कार्यात्मक अंतर है तो यह n भिन्न होने जा रहा है जब प्रांड्टल संख्या 06 से कम है इसका मतलब क्या है वह गुण है क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह अरैखिक समीकरण का हल है आप यह नहीं कह सकते कि प्रांड्टल संख्या पर आपकी रैखिक निर्भरता होगी तो जाहिर है यह इसका कार्य है यदि यह रैखिक निर्भरता है तो आप सहज रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रांड्टल संख्या के संबंध में समान कार्यात्मक रूप होने जा रहा है लेकिन तब यह घातांक 1 बटा 3 घातांक 1 बटा 3 तभी देखा गया है जब प्रांड्टल संख्या 06 से अधिक है और यह समझना मुश्किल नहीं है प्रांड्टल नंबर क्या है प्रांड्टल नंबर क्या है हाँ प्रांड्टल नंबर नूयू ओवर अल्फा है वास्तव में यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है प्रांडट्रल नंबर अल्फा के ऊपर म्यू है तो ध्यान दें कि हमने यह भी कहा कि डेल्टा द्वारा डेल्टा जो सीमा परत का अनुपात है गति सीमा परत मोटाई थर्मल सीमा परत मोटाई है तो यह n की शक्ति के लिए प्रांटल संख्या के रूप में तराजू है तो सीमा परत की मोटाई जिसे आप गति प्राप्त करने जा रहे हैं और थर्मल सीमा परत की मोटाई अब द्रव के गुणों पर निर्भर होने वाली है तो यदि द्रव के गुण तो द्रव के गुण अब डेल्टा को ठीक करके डेल्टा को निर्देशित करने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि डेल्टा डेल्टा से बड़ा है मान लीजिए यदि डेल्टा डेल्टा t से बड़ा है तो प्रांटल संख्या की प्रकृति क्या होगी यह 1 से बड़ा या 1 से कम होगा छात्र 1 से बड़ा 1 से बड़ा लेकिन याद रखें कि एक घातांक 1 जुर्माना है इसलिए यदि प्रांड्टल संख्या 1 से अधिक है यदि प्रांटल संख्या 1 से अधिक है तो आप हमेशा देखेंगे कि डेल्टा डेल्टा t सी से बड़ा है इसका क्या मतलब है यह निर्धारित करने के लिए कि y दिशा में संवेग विचलन है ओह क्षमा करें यह थर्मल सीमा होनी चाहिए तो संवेग संवेग परिवहन सीमा परत की मोटाई पर निर्भर करता है और ऊष्मा परिवहन थर्मल सीमा परत की मोटाई पर निर्भर करता है तो संवेग की विसरणशीलता और तापीय सीमा परत की लंबाई का पैमाना मेरा मतलब है थर्मल डिफिसिटिविटी ये दोनों सीमा परत की मोटाई पर दृढ़ता से निर्भर होने जा रहे हैं अब मान लीजिए कि डेल्टा डेल्टा टी से कम है वास्तव में ऐसी स्थितियां हैं जहां ऐसा होता है यह तरल धातुओं के लिए सही है जहां इसका उपयोग किया जाता है जिस तरह से एल्यूमीनियम निकाला जाता है क्योंकि आपके पास बहुत उच्च तापमान प्रक्रिया होती है जहां एल्यूमीनियम वास्तव में पिघली हुई अवस्था में निर्मित होता है तो आपके पास एक तरल धातु है जो प्रस्तुत है तो उन मामलों में आप देखेंगे कि प्रांड्टल संख्या वास्तव में 1 से बहुत छोटी है तो वहाँ सीमा गर्मी परिवहन प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है क्योंकि गति सीमा परत की सीमा परत मोटाई होने जा रही है यह थर्मल सीमा परत से छोटी होने जा रही है इसलिए गर्मी परिवहन गुण पूरी तरह से अलग हैं वास्तव में यही कारण है कि प्रतिपादक अलग है इसके लिए 06 विशेष मामला है जहां यदि आपके पास एक तरल धातु है जहां आपके पास बहुत अधिक तापमान प्रक्रिया है तो गर्मी परिवहन तंत्र थोड़ा अलग है और इसलिए आप देखेंगे कि समाधान एक अलग प्रतिपादक के रूप में सामने आता है और हम देखेंगे कि थोड़ी देर में आज का व्याख्यान नहीं हो सकता है मैं तुम्हे दूंगा घातांक n के लिए व्यंजक क्या है जब प्रांड्टल संख्या वास्तव में 06 से कम है ठीक है तो इसके साथ वास्तव में हम जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि गर्मी परिवहन गुणांक क्या है तो ऊष्मा परिवहन गुणांक माइनस kd T बटा dy y बराबर 0 है जिसे Ts माइनस T इनफिनिटी से विभाजित किया जाता है इसलिए हम सभी स्केलिंग का परिचय देते हैं और वह kf को u अनंत के वर्गमूल में mu गुणा x गुणा dTstar by deta at eta बराबर 0 और तो यहाँ से आप पाते हैं कि नुसेल्ट संख्या 0332 के बराबर है रेनॉल्ड्स संख्या आधे के घात से प्रांड्टल संख्या में 1 बटा 3 ठीक है तो यह आधा उस स्केलिंग से आता है जिसका उपयोग आपने ईटा के लिए किया था और 1 बटा 3 सीमा पर तापमान के ढाल से आता है तो पहली बार आप Nusselt नंबर के लिए एक पूर्ण कार्यात्मक रूप देख रहे हैं और इसी तरह आप पता लगा सकते हैं कि औसत नुसेल्ट संख्या क्या है तो यह एक बार फिर से 0664 हो जाएगा जो आधे की शक्ति के लिए ReL में बदल जाएगा यह प्लेट की लंबाई को प्रांटल संख्या से 1 गुणा 3 ओके से गुणा करने पर आधारित है इसलिए उन्होंने दिखाया कि घर्षण गुणांक 0664 द्वारा रेनॉल्ड्स संख्या स्थानीय रेनॉल्ड्स संख्या के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है और हमने यह भी कहा है कि औसत घर्षण गुणांक उस स्थान पर एक औसत घर्षण गुणांक द्वारा दिया जाता है और इसी तरह हमने कहा कि नुसेल्ट संख्या स्थानीय नुसेल्ट संख्या 0332 रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा घात 1 बटा 2 और प्रांड्टल को 1 बटा 3 की शक्ति से दिया जाता है और रेनॉल्ड्स संख्या की शक्ति में यह पैमाना स्केलिंग तर्कों से आता है और प्रांटल संख्या 1 बटा 3 की घात सीमा पर ढाल से आती है और तो इससे आप देख सकते हैं कि किसी भी स्थान तक की औसत नुसेल्ट संख्या स्थानीय नुसेल्ट संख्या से दोगुनी है और इसी तरह हम परिवहन समस्याओं की खामियों के लिए लिख सकते हैं बस सीमा परत उपमाओं का उपयोग करके तो हमने कहा कि यह तभी मान्य है जब प्रांड्टल संख्या 06 से अधिक हो तो जब यह 06 से कम होता है तो क्या होता है कि थर्मल सीमा परत की मोटाई के साथ आमतौर पर इससे बड़ा होता है मोटाई जिसका अर्थ यह भी है कि वेग प्रोफ़ाइल महत्वहीन है तो यह लगभग एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल की तरह है तो सीमा परत वेग प्रोफ़ाइल पूरी तरह से दूर है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए यह गर्मी और बड़े पैमाने पर परिवहन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा और इसलिए इसके अनुरूप सहसंबंध होगा मैं इससे कॉपी करूंगा 0565 होगा और रेनॉल्ड्स संख्या 1 बटा 2 और प्रांड्टल संख्या 1 बटा 2 की शक्ति के लिए होगी तो आपको प्रांड्टल संख्या के लिए एक अलग स्केलिंग मिलती है क्योंकि वेग अब ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है समीकरणों को हल करके आपको एक अनुमान लगाना होगा याद रखें आपने संवेग समीकरणों को हल किया है अब आपको यह मानकर संवेग समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं है कि वेग स्थिर है आप कहते हैं कि यह एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल है तो अब के सभी मूल्यों के लिए तो प्रांड्टल संख्या के किसी भी मान के लिए एक सामान्य सहसंबंध होगा प्रांड्टल संख्या के सभी मान और वह प्रत्येक 03387 1 बटा 2 प्रांटल होगा 1 बटा 3 के घात पर और 1 प्लस तो याद रखें कि यहाँ हमने कहा था कि हम इसलिए यदि आप प्रांड्टल संख्या की किसी भी श्रेणी के लिए सहसंबंध का उपयोग करना चाहते हैं अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है खासकर जब आपके पास तरल पदार्थ होता है जो चल रहा होता है या जब आपके पास मल्टीफ़ेज़ सिस्टम होते हैं जहां विभिन्न तरल पदार्थ चल रहे होते हैं तो आपको एक अलग तरह की समस्या होती है और इसलिए आपके पास भावात्मक प्रांड्टल नंबर होना चाहिए जो कि पर आधारित है इन दो द्रवों के भावात्मक गुण और इसलिए उन मामलों में आपके पास प्रांड्टल संख्या की विभिन्न श्रेणियां होंगी और इसलिए एक सामान्य सहसंबंध होना महत्वपूर्ण है जो काम करता है अब यह मुख्य रूप से किसी ऐसे उद्योग में काम कर रहे किसी व्यक्ति के लिए है जो यह नहीं जानता है कि जो 06 से कम या 06 से 06 से अधिक की प्रांटल संख्या के बीच अंतर नहीं कर सकता है तो यह केवल एक सामान्य सहसंबंध के लिए है जो आपके लिए उपयोगी है कुछ गणना उद्देश्यों में उपयोगी है लेकिन पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह ये दो व्यक्तिगत सहसंबंध हैं जो प्रांड्टल संख्या की विभिन्न श्रेणियों के लिए मान्य हैं तो कोई भी वास्तव में अशांत परिस्थितियों के लिए एक समान अभ्यास कर सकता है अशांत परिस्थितियों के लिए समान भाव मिल सकते हैं तो घर्षण गुणांक 00592 में रेनॉल्ड्स संख्या में शून्य से 1 बटा 5 की शक्ति तक होगा इसलिए हम मानते हैं कि रेनॉल्ड्स संख्या 2 गुणा 10 शक्ति 5 के बीच है और नसेल्स संख्या 00296 द्वारा रेक्स 4 बटा 5 1 में दी गई है 3 से और इसी तरह वह अशांत परिस्थितियों के लिए है ध्यान दें कि समस्या की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भी हल करने का कोई तरीका नहीं है तो अशांत स्थितियां स्पर्शोन्मुख विश्लेषणात्मक स्थितियों के लिए भी समस्या को हल करना असंभव है तो वास्तव में इन सभी को समीकरणों को हल करके दर्द हो रहा है या तो श्रृंखला समाधान का उपयोग करके या इन सहसंबंधों को प्राप्त करने के लिए संख्यात्मक रूप से कुछ अनुमान बदल जाते हैं तो लैमिनार के प्रवाह की स्थिति में आपके द्वारा किए गए कुछ अनुमान अशांत प्रवाह में भिन्न होंगे मान लीजिए मेरे पास एक सपाट प्लेट है मान लीजिए मेरे पास एक सपाट प्लेट है जहां तरल पदार्थ जो इस सपाट प्लेट के बाद बह रहा है और आपके पास कुछ क्षेत्र है जो लैमिनार है हां हमारे यहां लैमिनार की स्थिति है और फिर निश्चित रूप से एक संक्रमण है और फिर आपके पास एक अशांत शासन हो सकता है तो यह महत्वपूर्ण पश्चिमी है जिस पर रेनॉल्ड्स संख्या है रेनॉल्ड्स संख्या क्या है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स संख्या हां 2 गुणा 10 घात 5 तो यह महत्वपूर्ण रेनॉल्ड्स संख्या है तो कोई मिल सकता है तो याद रखें कि हम जो रुचि रखते हैं वह केवल औसत गर्मी परिवहन और औसत पिछले परिवहन गुणांक है तो आपको वास्तव में पूर्ण प्लेट के लिए औसत ताप परिवहन गुणांक की गणना करने की आवश्यकता होगी तो मान लीजिए कि यदि हम मान लें कि संक्रमण क्षेत्र बहुत छोटा है याद रखें कि संक्रमण क्षेत्र एक प्रवाह की स्थिति है जिसकी विशेषता नहीं है और यह पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि संक्रमण क्षेत्र में हाइड्रोडायनामिक स्थितियां क्या हैं तो अगर हम मान लें कि यह बहुत छोटा है तब कोई मिश्रित हाइड्रोडायनामिक स्थितियों के लिए औसत ताप परिवहन गुणांक को परिभाषित कर सकता है यानी हमारे पास लैमिनार और अशांत है बस 0 से xe dx प्लस xc से l तो यह लैमिनार गर्मी परिवहन गुणांक है और अशांत गर्मी परिवहन गुणांक ठीक है अत जहाँ प्लेट की लंबाई l है वह प्लेट की लंबाई है इसलिए कोई भी लैमिनार की स्थिति में स्थानीय ताप परिवहन गुणांक को महत्वपूर्ण बिंदु तक एकीकृत कर सकता है और इसे अशांत स्थिति में फ्लैट की पूरी लंबाई तक एकीकृत कर सकता है यह आपको देगा कि औसत गर्मी परिवहन गुणांक क्या है जब आपके पास लैमिनार और अशांत दोनों स्थितियों की मिश्रित स्थिति होती है और जन परिवहन गुणांक के लिए भी यही अभ्यास किया जा सकता है इसलिए यदि हम Nusselts संख्या जानते हैं तो हमें लैमिनार की स्थितियों के तहत ऊष्मा परिवहन गुणांक की गणना करने में सक्षम होना चाहिए इसी तरह अशांत परिस्थितियों में गर्मी परिवहन गुणांक तो प्लग इन करें और आप एकीकृत कर सकते हैं इसलिए यहां एकीकरण नहीं करने जा रहे हैं इस एकीकरण को करना काफी आसान है यह बहुत कठिन नहीं है एकीकरण करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं तो आप सभी को यह करना चाहिए इसलिए औसत नुसेल्ट्स संख्या जिसे एच गुणा एल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि 0664 द्वारा रेनॉल्ड्स संख्या में महत्वपूर्ण रेनॉल्ड्स संख्या के साथ 1 बटा 2 प्लस 0037 की शक्ति को रेनॉल्ड्स संख्या में 4 गुणा 5 माइनस से दिया जाता है 4 बटा 5 की घात को प्रांड्टल संख्या से गुणा करके 1 बटा 3 के घात में किया जाता है तो हमने केवल इतना किया है मैंने Nusselts संख्या स्थानीय Nusselts संख्या के लिए व्यंजक लिया है जो कि Nu लैमिनार है जो 0332 Rex Prandtl है जो 1 बटा 3 के घात में है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन h लैमिनार x गुणा kf है इसलिए मुझे पता चला है कि इस अभिव्यक्ति से एच लैमिनार क्या है और फिर मैं एक्स निर्देशांक के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान तक एकीकृत करता हूं और फिर इसी तरह मैं अशांत प्रवाह के लिए Nusselts संख्या का व्यंजक लेता हूं जो होगा kf द्वारा और फिर आप इसे महत्वपूर्ण स्थान से प्लेट की लंबाई तक जाने वाले x निर्देशांक के संबंध में एकीकृत करते हैं और इसलिए स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहां दूसरा शब्द अशांत शासन में एकीकरण से मेल खाता है और पहला शब्द लैमिनार शासन में एकीकरण से मेल खाता है आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहां 0664 आता है वह कुछ भी नहीं है लेकिन लैमिनार की स्थिति में औसत नुसेल्ट संख्या है और यह अशांत स्थिति के साथ औसत नुसेल्ट संख्या है यदि आप मानते हैं कि गुण स्थिर हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन मान लीजिए कि यदि आप कहते हैं कि गुण बदलते हैं हाइड्रोडायनामिक स्थिति के साथ नहीं नहीं लेकिन प्रांड्टल नंबर को अल्फा फाइन पर नूयू के रूप में परिभाषित किया गया है तो अब अगर उन्होंने कहा कि डेल्टा द्वारा डेल्टा n की शक्ति के लिए प्रांडल संख्या है यह n लैमिनार और अशांत के लिए अलग है तो वह n ऊंचाई में अंतर का ख्याल रखता है माफ़ कीजिए हाँ यह सच है तो यह फ्लैट प्लेट मामले के लिए निकला यह वही है तो ध्यान दें कि यह केवल हाइड्रोडायनामिक सीमा परत नहीं है जो बदलता है यह अनुपात है सावधान रहें यह एक अनुपात है यह दोनों हाइड्रोडायनामिक है और थर्मल सीमा परत वास्तव में बदल रही है अब जब 06 से कम प्रांड्टल संख्या की बात आती है तो अशांत प्रवाह में आपको जो विविधताएँ मिलती हैं वे बहुत भिन्न होती हैं तो आप सावधान रहें कि इसे कैसे परिभाषित किया जाता है यह समस्या तभी आती है जब प्रांड्टल संख्या 06 से कम हो